हम अगले एक और उन्नत माइक्रोकंट्रोलर को देखेंगे जिसे एआरएम माइक्रोकंट्रोलर के रूप में जाना जाता है और यह बहुत लोकप्रिय है इस तथ्य के कारण कि आज आपको मिलने वाले कई डिवाइस कई मोबाइल फोन मुझे लगता है कि कैमरे और सभी विशेष रूप से पावर एक चिंता का विषय है तो हम कम पावर संचालन के लिए जाना चाहते हैं उसी समय हम ऑपरेशन की बहुत उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन मामलों इन एआरएम प्रोसेसर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और हम देखेंगे कि इसमें कई दिलचस्प विशेषताएं हैं जो इस प्रोसेसर डिज़ाइन को उस अर्थ में बहुत ही अनोखा बनाते हैं और हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं तो 8051 या 8085 या अन्य प्रोसेसर के बारे में जिनके बारे में हमने चर्चा की है जहां पूरी चिप का हमेशा उपयोग करना होता है इस एआरएम के मामले में हम पाएंगे कि ऐसे तरीके हैं जैसे कि आपको डिवाइस के एक निश्चित हिस्से की आवश्यकता नहीं है तो आप उन हिस्सों को बंद कर सकते हैं तो आपकी चिप में आप उन अंशों को शामिल नहीं कर सकते हैं और आपके पास एक चिप हो सकती है जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप है लेकिन फिर भी ARM फिलॉसफी का पालन करता है तो हम इस माइक्रोकंट्रोलर पर गौर करेंगे तो यह एआरएम माइक्रोकंट्रोलर 32 बिट RISC आर्किटेक्चर है तो RISC आर्किटेक्चर का मतलब है रेडूसेड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर तो यह 32 बिट प्रोसेसर है तो यह पहले से ही समझा गया है 8051 या 8085 के विपरीत जो 8 बिट प्रोसेसर हैं तो अगर आप इस 32 बिट प्रोसेसर में देखते हैं तो 32 बिट प्रोसेसर का मतलब आंतरिक डेटा है जिस पर यह संचालित होता है तो यह 32 बिट है अब हमें ये प्रोसेसर मिल गए हैं तो यदि आप वर्गीकृत करते हैं तो दो प्रमुख वर्ग हैं तो यह है कि इंस्ट्रक्शंस के आधार पर जो हमारे पास है एक को CISC प्रोसेसर या काम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर्स कहा जाता है और दूसरे को RISC प्रोसेसर या रेडूसेड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर्स कहा जाता है तो यह काम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर्स है और यह एक RISC है रेडूसेड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर्स है तो यह रेडूसेड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर्स के लिए जाता है तो दोनों के बीच प्रमुख अंतर क्या है यह एक प्रोसेसर डिजाइनर के रूप में है तो आप नए प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं हम उन्नत प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं आप उस प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोच सकते हैं और वे इंस्ट्रक्शन प्रकृति में बहुत जटिल हो सकते हैं लेकिन यह प्रोसेसर कहां उपयोग होने वाला है तो इस प्रोसेसर का उपयोग होने जा रहा है जब आपने कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है मान लीजिए मैंने c लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है और फिर वह c लैंग्वेज प्रोग्राम तो मैं अनुवाद कर रहा हूं और वह अनुवाद संबंधित मशीन कोड की ओर जाता है और इस मशीन कोड में मुझे प्रोसेसर में दिए गए इंस्ट्रक्शन मिले हैं तो यह ट्रांसलेशनकौन कर रहा है तो यह ट्रांसलेशन कम्पाइलर नामक उपकरण द्वारा किया जाता है अब यह कम्पाइलर विकास प्रक्रिया कुछ अर्थों में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जो आपके पास इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में तो यह इस मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस के एक सेट में परिवर्तित हो रहा है अतः हम कह सकते हैं कि इस हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज भाषा प्रोग्राम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज स्टैमेन्ट्स के समूह में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो यह काम दी गई है तो यदि कुछ अर्थों में मैं कह सकता हूं कि काम इस तरह की समस्या के समान है तो मान लीजिए कि हमें एक क्षेत्र दिया जाता है एक रेक्टेंगुलर एरियादिया जाता है और आपको कुछ पैटर्न दिए जाते हैं तो आपको कुछ दिए गए हैं कुछ रेक्टेंगुलर पैटर्न कहें तो हो सकता है कि यह पैटर्न फिर कहें कि आपको यह पैटर्न मिल गया है फिर आपको यह छोटा पैटर्न मिल गया है तो आपको दिया गया है और ऐसे कई पैटर्न दिए गए हैं और आपका काम इन पैटर्नों का उपयोग करके इस ब्लॉक को भरना है तो इस पैटर्न का उपयोग करते हुए तो आपको इन ब्लॉकों को भरना होगा अब अगर मैंने भरने की कोशिश की तो क्या होगा मान लीजिए कि मैंने यहां एक बड़ा ब्लॉक लगाया है तो यह हिस्सा यह शेष हिस्सा मुझे एक उपयुक्त ब्लॉक नहीं मिल सकता है तो मैंने एक ब्लॉक रखा जो कुछ इस तरह का है और फिर यह व्यर्थ भाग है और बाद में मैं इसे काट दूंगा तो कुछ अर्थों में मैं कह सकता हूं कि अगर यह बड़ी रेक्टेंगल जो मैंने खींची है तो यदि यह वह प्रोग्राम है जिसके लिए मैं कोड उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और ये टेम्पलेट जो मेरे पास हैं तो उन्हें मशीन इंस्ट्रक्शंस माना जाता है फिर जैसे कि मैं इन इंस्ट्रक्शंस द्वारा इन रेक्टेंगल के माध्यम से इस प्रोग्राम लॉजिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस जटिल हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस सरल हैं लेकिन मुझे एक सटीक मैच नहीं मिला तो गणना के इस हिस्से के लिए मैं इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग करता हूं और शायद इस इंस्ट्रक्शन के कुछ ऑपरेंड मैं उन्हें शून्य बनाता हूं तो इस भाग का मेरे प्रोग्राम के लिए कोई अर्थ नहीं है तो इस तरह से मैं यह कर सकता हूं तो अनिवार्य रूप से जो हो रहा है वह यह है कि ये इंस्ट्रक्शन मैं उस उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा हूं अब दूसरी स्थिति पर विचार करें जहां ये ही प्रॉब्लम आपको दी गई है लेकिन आपके पास जो ब्लॉक हैं वे सभी एक ही माप के हैं और वे काफी छोटे हैं लेकिन वे सभी एकल माप के हैं तब आप बस इस तरह की एक बहुत अच्छी फिलिंग कर सकते हैं हम इस फैशन को अच्छी तरह से फिलिंग कर सकते हैं और यह बहुत संभावना है कि पिछले मामले की तुलना में आपके पास अपव्यय की मात्रा बहुत कम होगी तो RISC के मामले में ऐसा ही होता है अब तो RISC के मामले में यह अलग अलग इंस्ट्रक्शंस इस बक्से की तरह हैं और इन सभी बक्से में वे प्रकृति में समान हैं तो वे सभी इंस्ट्रक्शंस जो प्रकृति में एक समान हैं उनके माप लगभग समान हैं उनके समय की आवश्यकता एक्सेक्यूशन समय लगभग समान हैं तो इस तरह से इन सभी इंस्ट्रक्शंस वे लगभग समान माप और समान अवधि के हैं CISC प्रोसेसर के विपरीत जहां इंस्ट्रक्शन मनमाने माप के होते हैं ये माप भिन्न हो सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं कि 8086 प्रोसेसर है तो आप पाएंगे कि mov निर्देश को 2 बाइट्स से 6 बाइट्स तक के माप मिले हैं तो एक्सेक्यूशन के परिणामस्वरूप उस इंस्ट्रक्शन को लाने में स्वयं अलग अलग समय लगेगा यदि हम इंस्ट्रक्शंस के एक्सेक्यूशन को देखते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन हैं उदाहरण के लिए जो एक साधारण शिफ्ट ऑपरेशन करता है जिसमें केवल तीन साइकिल लगेंगे जबकि यदि आप मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह 60 से 70 साइकिल लेने जा रहा है तो इस तरह यह निर्भर करता है इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक्सेक्यूशन समय और माप अलग अलग होगा तो क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो पहले इस प्रोसेसर डिजाइन टीम और कम्पाइलर डिजाइन टीम तो वे स्वतंत्र रूप से काम करते थे और फिर यह प्रोसेसर डिजाइनर वे जटिल इंस्ट्रक्शंस के साथ आते थे लेकिन कई मामलों में उन जटिल इंस्ट्रक्शंस का उपयोग कंपाइलर डिजाइनरों द्वारा नहीं किया जा रहा है तो यह RISC फिलॉसफी उस बिंदु से आया है तो जहां कम्पाइलर डिजाइनरों को समान माप के इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है और ये इंस्ट्रक्शंस समान अवधि के होने चाहिए ताकि हम बहुत आसानी से समीकरण की लागत इन इंस्ट्रक्शंस की लागत का अनुमान लगा सकें और हम बहुत आसानी से परिणामी प्रोग्राम के माप का अनुमान लगा सकते हैं फिर परिणामी प्रोग्राम के लिए एक्सेक्यूशन का समय तो आप उन चीजों को बहुत आसानी से बता सकते हैं तो यही वह उद्देश्य है जिसके साथ यह RISC कंप्यूटर स्कीम और इन CISC बेस के बीच एक विपरीत अंतर इंस्ट्रक्शन आकारों के संदर्भ में है एक और विपरीत अंतर जो आपको मिलेगा वह रजिस्टरों के संदर्भ में है RISC प्रोसेसर के मामले में हम पाएंगे कि प्रोसेसर को बड़ी संख्या में रजिस्टर मिले हैं CISC के विपरीत तो CISC की तुलना में इन RISC प्रोसेसरों को अधिक संख्या में रजिस्टर मिले हैं जो इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन में मदद करते हैं जैसा कि हमने देखा है कि यदि कुछ इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड वे सीपीयू रजिस्टर में उपलब्ध हैं तो एक्सेक्यूशन सबसे तेज़ होगा तो इस तरह से यह RISC प्रोसेसर यदि इसमें बड़ी संख्या में रजिस्टर्स हैं तो कंपाइलर डिज़ाइनर उन रजिस्टरों पर कई अस्थायी वेरिएबल डाल सकते हैं और सिस्टम को तेज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को तेज़ कर सकते हैं तो यह डिजाइनिंग के पीछे का फिलॉसफी है यह RISC प्रोसेसर तो यह ARM मूल प्रस्तावित रूप से एक 32 बिट RISC आर्किटेक्चर है ARM कोऑपरेशन द्वारा विकसित किया गया है पहले Acron RISC मशीन के रूप में जानी जाती थी इसे उन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है जो ARM आधारित CPU या SOC उत्पाद बनाना चाहते हैं अब यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है तो आपको कभी भी कोई चिप नहीं मिलेगी जिसका नाम ARM है आपको चिप्स मिलेगा जैसे कि 8051 8085 जैसे नंबरों से बताया गया है लेकिन आपको कोई भी चिप नहीं मिलेगी जिसे ARM नाम दिया गया हो क्योंकि यह ARM कंपनी वे किसी भी चिप का निर्माण नहीं करते हैं वो क्या करते है वे डिज़ाइन करते हैं और उन डिज़ाइन को विभिन्न अन्य कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है जैसे आप XP में पा सकते हैं आप कह सकते हैं कि ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक STM श्रृंखला और वह सब आप अलग अलग श्रृंखला पा सकते हैं लेकिन उनमें से कोई भी ARM के रूप में चिह्नित नहीं होगा तो उनके पास अपना स्वयं का प्रोसेसर है और वे उस आवश्यकता जो उनके पास है के अनुरूप संशोधित होते हैं और तो ARM आधारित CPU डिजाइन हम कर सकते हैं तो सॉफ्ट कोर विवरण के संदर्भ में उपलब्ध हैं तो आप लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके ARM से ले सकते हैं और फिर आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं तो सिस्टम ऑन चिप प्रकार के डिज़ाइन के लिए यह बहुत उपयोगी है सिस्टम ऑन चिप की तरह क्या होता है बोर्ड आधारित डिज़ाइन या पीसीबी आधारित डिज़ाइन के विपरीत जहां यह मेमोरी प्रोसेसर और फिर अन्य बाह्य उपकरणों कि उन्हें चिप ऑन सिस्टम डिजाइन के मामले में पीसीबी पर अलग अलग चिप्स के रूप में डाला जाता है तो पूरे सिस्टम को एकल सिलिकॉन वेफर पर रखा जाता है तो इस तरह से सभी कम्युनिकेशन वे चिप कम्युनिकेशन हो जाते हैं और सिस्टम उच्च रेट पर संचालित होता है लेकिन उस मामले के लिए आपको विभिन्न विक्रेताओं से सॉफ्ट कोर प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर हमें उन्हें चिप पर फैब्रिकेट करना होगा तो यह अच्छा है एक यदि आपको एआरएम प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला है तो यदि आप एआरएम के हिस्से ले सकते हैं जो आपके मामले के लिए सार्थक हैं और आप दूसरों को त्याग सकते हैं तो इस तरह से आपके पास वेफर स्पेस की अच्छी उपयोगिता हो सकती है जो आपके पास है इस बोर्ड बेस डिजाइन के विपरीत जहां आप कहे 8051 चिप तो पूरे चिप को बोर्ड पर होना चाहिए तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो इस प्रकार का दर्शन यह लाइसेंसधारी को ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ अपने स्वयं के प्रोसेसर विकसित करने में मदद करता है तो पहली विशेषता ARM कोर कि यह है कि यह बहुत सरल हैं और उन्हें अपेक्षाकृत कम संख्या में ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है तो कोर को बहुत सरल बनाया जाता है तो यदि इसके लिए ट्रांजिस्टर की कम संख्या की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है जैसा कि मैंने कहा कि समग्र सिलिकॉन वेफर में आपको अन्य घटकों को डालने के लिए बहुत सी जगह उपलब्ध है तो आपको सिलिकॉन प्रवाह पर अन्य कार्यात्मकताओं का बनाने के लिए पर्याप्त स्थान मिला है अब एनर्जी खपत को कम करने के उद्देश्य से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और पाइपलाइन डिजाइन ऐम की गयी है तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जैसे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन हैं रजिस्टर और सभी और पूरी डिजाइन एक पाइपलाइन डिजाइन है और समग्र लक्ष्य एनर्जी की खपत को कम करना है तो यह पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है जब हमें ये एम्बेडेड अनुप्रयोग मिल गए हैं और इस तरह से यह पावर का न्यूनतमकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है तो एनर्जी की खपत अगर हम कम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह सहायक है आज की तरह अगर हम एक सेल फोन खरीद रहे हैं तो इसे खरीदने का एक सामान्य मापदंड फोन का माप और उस माप में है तो वह माप एक भाग डिस्प्ले है तो हम यथोचित बड़े डिस्प्ले चाहते हैं लेकिन उसी समय में इसका दूसरा हिस्सा बैटरी है तो आप पाएंगे कि डिजाइन के दूसरे सर्किट के उसी दर पर बैटरी का माप कम नहीं हो रहा है तो यदि आप एक छोटे माप की बैटरी लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम बिना रिचार्ज के लंबे समय तक नहीं चल पाएगा तो यदि आपके पास यह पावर की खपत कम हो सकती है इसका मतलब है आपके पास इस बैटरी का माप कम हो सकता है या आप उस समय को बढ़ा सकते हैं जिसके बाद आप डिवाइस को रिचार्ज करते हैं इसके अलावा ARM प्रोसेसर वे 16 बिट थंब इंस्ट्रक्शन सेट करने में सक्षम हैं तो अन्य प्रोसेसर के विपरीत ARM प्रोसेसर को दो इंस्ट्रक्शन सेट मिले हैं एक है एक इंस्ट्रक्शन सेट को ARM कहा जाता है जो एक 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है एक और इंस्ट्रक्शन सेट को थंब कहा जाता है जो एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है तो एक बड़ा फायदा एक 32 बिट पर 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होने से यह है कि आपकी मेमोरी 32 बिट शब्द के रूप में व्यवस्थित होती है तो यदि आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो एक एक्सेस में आपको अब दो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो इस तरह यह बन जाता है तो मेमोरी एक्सेस की संख्या कम हो सकती है इसे आधा किया जा सकता है और एक अक्ष में आपको दो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो इस तरह से पूरे ऑपरेशन को तेज किया जा सकता है और बसों पर ये ट्रांजीशन भी कम होगा तो आपको कई मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है तो यह बस गतिविधि भी कम होगी नतीजतन पावर खपत भी कम होगी परफॉरमेंस आप उच्च परफॉरमेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर हम देखेंगे कि कई दिलचस्प डिजाइन विशेषताएं हैं जो प्रोसेसर को तेज बनाती हैं मॉड्यूलर आर्किटेक्चर तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब है कि पूरे डिजाइन इसे उप मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है और आपकी आवश्यकता के अनुसार तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस मॉड्यूल की आवश्यकता है या मुझे उस मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है तो आप उस मॉड्यूल को ले सकते हैं उदाहरण के लिए आप पा सकते हैं कि इस पर प्रतिभूतियाँ ARM प्रोसेसर उन्नत संस्करण जो कि उन्हें सिक्योरिटी मॉड्यूल भी मिला है तो यदि आपको छोटे एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए सिक्योरिटी मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है तो आप उन सिक्योरिटी मॉड्यूल को अपने ऑपरेशन में नहीं डालते हैं इसी तरह ऐसे मॉड्यूल हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग जॉब के लिए जिम्मेदार हैं DSP एल्गोरिदम यहां बेहतर चलेगा तो आपके मामले के लिए आपको DSP एल्गोरिदम की आवश्यकता नहीं हो सकती है तो आप उन डीएसपी उप मॉड्यूल की उपेक्षा कर सकते हैं तो इस तरह यह मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है तो आप उन मॉड्यूलों के सेट का चयन कर सकते हैं जिनकी आपको अपने डिजाइन के लिए केवल आवश्यक हो अनिवार्य भाग इन्टिजर पाइपलाइन है तो सिस्टम का वह हिस्सा जो इन्टिजर ऑपरेशन करता है वह हिस्सा अनिवार्य हो तो किसी भी इन्टिजर इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित किया जाएगा तो इन्टिजर के साथ अड्डीसन सब्स्ट्रक्शन मल्टिप्लिकेशन डिवीज़न तो वह हिस्सा वहां होगा अन्य सभी वैकल्पिक हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प विशेषता जो ARM प्रोसेसर के पास है वह बिल्ट इन JTAG पोर्ट है तो यह बिल्ट इन JTAG पोर्ट तो यह सर्किट एमुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या है मान लीजिए कि मैं कुछ एप्लिकेशन विकसित कर रहा हूं तो यह एप्लिकेशन कोड है जो मैंने कुछ माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है जो मैंने इसे लिखा है और यह एक PC पर बैठे विकसित किया गया है तो यह एक PC है जिस पर मैंने वहां अपना प्रोग्राम विकसित किया है तो यह एक PC है जिस पर मैंने अपना प्रोग्राम विकसित किया है और फिर तो यह पीसी या यह पर्सनल कंप्यूटर इसमें आगे एक सिम्युलेटर हो सकता है इसमें माइक्रोकंट्रोलर के लिए एक सिम्युलेटर हो सकता है और मैं इस प्रोग्राम का सिमुलेशन कर सकता हूं और जांच कर सकता हूं कि यह प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है या नहीं क्या यह वांछित मूल्य दे रहा है और वह सब उसके बाद एक डेवलपमेंट प्लेटफार्म डेवलपमेंट बोर्ड है जिस पर हम इस कपिलेड प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं एक बार जब हम इस सिमुलेशन से संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है तो मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूं और अब इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद तो मैं इस प्रणाली को बाहर निकाल सकता हूं और यह स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में कार्य कर सकता है उदाहरण के लिए अगर मैं एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर उदाहरण बना रहा हूं तो यहाँ सिमुलेशन करने के बाद मैं पाऊंगा कि यह ठीक काम कर रहा है तो मैं इस प्रोग्राम को कुछ डाउनलोडिंग मैकेनिज्म के माध्यम से डाउनलोड करता हूं और फिर मैं इस सिस्टम को लोड पर ले जाता हूं और वहां मैं इसे स्थापित करता हूं और ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर प्रोग्राम को चलाने का प्रयास करता हूं अब कठिनाई यह है कि ऐसा करते समय तो प्रोग्राम जब मैं सिमुलेशन कर रहा हूं तो यह ठीक काम कर रहा है लेकिन जब मैंने वास्तविक चिप पर डाउनलोड किया है तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर कहे यह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो क्यों वह माइक्रोकंट्रोलर स्वयं कुछ दोष विकसित कर सकता है उदाहरण के लिए यह पाया गया है कि एक रजिस्टर किA रजिस्टर इसमें से एक विशेष बिट हो सकता है कहे बिट संख्या 4 स्थायी रूप से 1 या स्थायी रूप से 0 है तो हम उस बिट को बदल नहीं सकते हैं तो वह बिट हमेशा 1 है तो स्वाभाविक रूप से माइक्रोकंट्रोलर इस प्रोग्राम को सही ढंग से नहीं चला पाएगा क्योंकि A रजिस्टर के लिए बिट हमेशा 1 होता है तो सिमुलेशन में आप इस त्रुटि को नहीं पकड़ सकते क्योंकि सिमुलेशन में सब कुछ उस पीसी पर ही चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जब आप इसे लक्ष्य पर डाउनलोड कर रहे हैं और तब आप यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सही ढंग से चल रहा है या नहीं तो आप पा सकते हैं कि यह सही तरीके से नहीं चल रहा है और आपको इसका कारण जानने की जरूरत है जैसे कि यह सही ढंग से क्यों काम नहीं कर रहा है और उस मामले के लिए यदि आपको संदेह है कि A रजिस्टर में कुछ समस्या हो सकती है तो आपको A रजिस्टर की सामग्री को देखने की आवश्यकता है अब तुम ये कैसे करते हो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके द्वारा यह पीसी अब इस प्रोसेसर से बात करने में सक्षम होगा और यह मूल्य की जांच के लिए इसके भीतर विभिन्न रजिस्टरों की सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होगा तो यह वास्तव में सर्किट एमुलेशन प्रकार में इसका मतलब है तो एक JTAG पोर्ट है वास्तव में कई उन्नत प्रोसेसर में उनके पास अब यह JTAG पोर्ट है जो डीबगिंग उद्देश्य के लिए है और हमें यह सर्किट एमुलेटर में मिला है तो फिर आप कर सकते हैं यह प्रोग्राम को सिस्टम में डाउनलोड करने और पूरी तरह से डिबग करने की अनुमति देगा जिस तरह से सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो आप इस मैकेनिज्म ICE मैकेनिज्म के माध्यम से विभिन्न रजिस्टरों का स्नैपशॉट ले सकते हैं और फिर आप विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या समस्या है तो यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जब आप एम्बेडेड एप्लिकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं इसका उपयोग करते हुए कुछ पीसी जैसे डेवलपमेंट प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं इस ARM प्रोसेसर के संक्षिप्त इतिहास पर एक त्वरित नज़र डालें तो यह 1985 में शुरू हुआ 26 बिट कमर्शियल RISC के रूप में पहला कमर्शियल RISC तो 1987 में 26 बिट जिसे ARM 1 कहा जाता था संस्करण 2 कोप्रोसेसर समर्थन के साथ आया था तो ये प्रोसेसर तो यह ARM 2 ARM 3 प्रोसेसर के प्रकार में लागू किया गया था फिर 1992 में हमें संस्करण 3 मिला जिसमें अब 32 बिट प्रोसेसर है और एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है फिर एक मल्टीप्लय एक्यूमिलेट यूनिट है तो यह पेश किया गया है तो यह मुख्य रूप से सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है और बहुत कार्यान्वयन ARM 6 ARM 7 हैं फिर 1996 में संस्करण 4 आया तो उसको थंब इन्स्ट्रैक्शन सेट मिल गया था और फिर इसके साथ ही हमें थंब इन्स्ट्रैक्शन सेट भी मिल गया है और कार्यान्वयन हमारे पास यह ARM 7 TDMI ARM 8 ARM 9 स्ट्रांग ARM है तो ये विभिन्न कार्यान्वयन हैं जो इसके लिए उपलब्ध हैं जिन्हें थंब इन्स्ट्रैक्शन सेट मिला है 1999 हमें यह DSP और Jazelle एक्सटेंशन मिला है तो ये कुछ अतिरिक्त कोप्रोसेसिंग सुविधाएं हैं और ARM10 प्रोसेसर में उपलब्ध हैं फिर हमें यह 2001 का SIMD मिला है T थंब b 2 थंब इंस्ट्रक्शन सेट का एक और विस्तारित संस्करण है थंब 2 आया फिर सिक्योरिटी के लिए यह ट्रस्ट ज़ोन आया फिर यह मल्टीप्रोसेसिंग सुविधाएं आईं तो वे ARM11 और प्रोसेसर के प्रकार में उपलब्ध हैं फिर हमें मिला है उसके बाद ARM ने तीन अलग अलग प्रोफाइल विकसित किए हैं तो सर्वर साइड के लिए उन्हें ARM मिला है उन्हें ये A सीरीज मिली है तो फिर माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए उनके पास M सीरीज़ है और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए R सीरीज़ फिर यहाँ तीन अलग अलग प्रोफ़ाइल स्कीम हैं और कई अन्य अतिरिक्त सुविधाएँ हैं जैसे कि यह सिक्योरिटी और इन फ़्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फीचर्स को उन्होंने पेश किया तो इस तरह से यह ऑपरेटिव में है तो अभी ARM का संस्करण है जो हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर ऑपरेशन के लिए हैं ये कॉर्टेक्स श्रृंखला और कॉर्टेक्स m3m 4 प्रकार के प्रोसेसर हैं तो यह वर्तमान संस्करण हैं जो हमारे पास हैं तो हम इस ARM आर्किटेक्चर पर गौर करेंगे कि यह इतना दिलचस्प क्यों है यह मौजूदा प्रोसेसर के कई में से बेहतर क्यों है तो यदि आप ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो यह बात है कि आपके पास यह हो सकता है मुझे यह कहना चाहिए मैं ALU से शुरू करूंगा तो वहाँ एक 32 बिट ALU है वहाँ और एक रजिस्टर बैंक है जिसमे 31 32 बिट रजिस्टरों प्लस 6 स्टेटस रजिस्टर मिल गया है तो मैंने कहा कि एक RISC आर्किटेक्चर और इसके रजिस्टर आर्किटेक्चर के साथ तो आप देखते हैं कि 31 32 बिट रजिस्टर और 6 स्टेटस रजिस्टर हैं इस तरह से बड़ी संख्या में रजिस्टर हैं तब ALU 32 बिट है और तो ऑपरेशन के लिए आपके पास इन A बस के माध्यम से आने वाला एक डेटा इस ALU में हो सकता है एक और डेटा इस रजिस्टर से आ सकता है या इस मेमोरी के माध्यम से या इस इंस्ट्रक्शन से आ सकता है और यह है इसे हम आम तौर पर B बस कहा जाता है और इस ALU से पहले एक बैरल शिफ्टर रखा जाता है तो बैरल शिफ्टर का उपयोग ऑपरेंड के बिट्स को शिफ्ट करने के लिए किया जाता है तो एक इंस्ट्रक्शन में तो आप पहले ऑपरेंड को सीधे भेज सकते हैं दूसरे ऑपरेंड को आप यह कह सकते हैं कि दूसरा ऑपरेंड वास्तव में कुछ बिट्स द्वारा स्थानांतरित किया गया है जैसे कि यदि आप एक ऑपरेशन करना चाहते हैं तो x को x प्लस y 2 बिट्स के लेफ्ट शिफ्ट के साथ तो यदि सामान्य प्रोसेसर है तो सबसे पहले आपको एक शिफ्ट लेफ्ट y करना होगा और फिर आपको add xy करना होगा तो दो निर्देशों की आवश्यकता होगी लेकिन ARM प्रोसेसर के मामले में तो आप बस add x y SHL 2 जोड़ सकते हैं तो कुछ इस तरह तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरा ऑपरेंड तो इसे 2 बिट्स द्वारा लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद केवल अड्डीसन किया जाएगा एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम यह काम कर सकते हैं तो यह एक और है तो यह बैरल शिफ्टर इस ALU के शीर्ष पर है तो यह इस प्रक्रिया में मदद करता है तो इसके अलावा हमें जो मिला है यह कहें नोट करने के लिए अन्य दिलचस्प बिंदु ALE सिग्नल है अन्य प्रोसेसर जो हमने देखा है के मामले में ALE सिग्नल तो वे प्रोसेसर से बाहर जा रहे थे क्योंकि इसका उपयोग एड्रेस डाटा को डेमल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाता था लेकिन यहाँ ALE सिग्नल का उद्देश्य कुछ और है यहाँ अगर मेमोरी चिप धीमी है तो यह प्रोसेसर को एड्रेस बार पर एड्रेस रखने के लिए अनुरोध कर सकता है तो तदनुसार यह ALE सिग्नल रेज कर सकता है ताकि प्रोसेसर इस एड्रेस रजिस्टर की सामग्री को इस एड्रेस बस में ALE पर उपलब्ध रखेगा जब तक कि यह ALE सिग्नल हाई होगा तो यह ALE दिशा प्रोसेसर की ओर है पहले जो हमारे पास था उसके विपरीत ALE प्रोसेसर से बाहर दूसरे कंट्रोल में मेमोरी चिप्स में जा रहा था